सभी को नमस्कार हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन पर व्याख्यान जारी रखी है हम ट्रेनिंग के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे पिछले व्याख्यान को देखते हुए हम यह जान चुके हैं की ड्रग डिस्कवरी एक प्रक्रिया है जिसमें हम व्रत कैंडिडेट को खोजते हैं और आंशिक रूप से एक बीमारी के इलाज के लिए वैलिडेट करते हैं जैसा कि मैंने कहा है आंशिक वैलिडेट क्योंकि एक दवाई पूर्ण तभी होती है जब उसको एफडीए द्वारा अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रबंधन द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है किसी दवाई को अनुमोदित कराने के लिए हमको विभिन्न क्लीनिकल जिसमें जानवर और मानव पर ट्रायल करने होते हैं अब तक इसको लीड मॉलिक्यूल कहा जाता है मेरी प्रयोगशाला में मुझको एक अच्छा कैंडिडेट मिल सकता है जोकि अत्यधिक आशा जनक है यह मेरी गतिविधि स्क्रीन पर काफी अच्छा दिखता है यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीकैंसर एक्टिविटी हो सकता है इसलिए मैं इसको प्रमुख मॉलिक्यूल कहूंगा मैं जीरो से एक कैंडिडेट पर पहुंच जाऊंगा मैं इसको लीड मॉलिक्यूल कहूंगा और यह लीड मॉलिक्यूल है जिसका प्रीक्लिनिकल ट्रायल्स मैं परीक्षण किया गया है लीड मॉलिक्यूल के पास केवल गतिविधि ही नहीं बल्कि और विशेष योग्यताएं भी होनी चाहिए हम इस पर और समय देने जा रहे हैं दवा की खोज हमें दवा के कार्य के तरीके को समझने की जरूरत है मैं पहचानने की आवश्यकता है जो टारगेट या एंजाइम प्रोटीन को लक्षित करता है टारगेट पर जाकर वाइंड करेगा और इसको रोकेगा और इसको निष्क्रिय करेगा हम उस टारगेट को वैलीडेट करने की आवश्यकता है और फिर हमें लीडको ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता है इसलिए वहां एक संभावित कैंडिडेट हो सकता है जो बहुत आशा जनक दिखता है इसलिए हमें इसके कुछ गुणों को बदलना पड़ सकता है जिससे कि यह घुलनशील ता में बधाई करता है शायद विषाक्तता कम हो जाती है दुष्प्रभाव को घटाया जाता है इसको लीड ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है और इसे सभी ADME गुणों को संतुष्ट करना चाहिए कल मैंने उल्लेख किया कि ए अवशोषण है डी वितरण है आप उपापचय है और ई उत्सर्जन है इसलिए इसे मानव शरीर में बहुत अच्छी तरह से अवशोषित करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं अवशोषित करें और फिर रक्त प्रभाव में किया जाता है शायद यह विभिन्न ऊतकों में वितरित हो जाता है तो यह है मेटाबोलाइज्ड किया जाना चाहिए और फिर अंत में एक बार यह है अपने कार्य कर ले फिर इसको शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाना चाहिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है इस ड्रग कैंडिडेट को एडीएमई गुणों को संतुष्ट करना चाहिए और फिर इसके लिए अच्छी फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स गुण होने चाहिए कल मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में बात की थी और फिर निश्चित रूप से इसमें कोई आप पता नहीं होनी चाहिए यह सभी बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दवा की खोज में हम केवल प्रीक्लिनिकल अध्ययनों क्लीनिकल परीक्षण नियामक अनुमोदन विश्व वितरण इत्यादि के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं यह दवा की खोज प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है तो यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है आप यहां देख सकते हैं इसमें बहुत पैसे शामिल हैं जब हम इनसिल्को कहते हैं तब हम कंप्यूटेशनल टूल प्रयोग करते हैं इसको ही इनसिलिको कहते हैं ठीक इन विट्रो का मतलब है कि हम प्रयोगशाला में जेब रसायनिक ऐसे प्रोटियोमिक ऐसे का उपयोग करते हैं इसे इन विट्रो कहा जाता है इन विवो तो इसका मतलब जानवरों का उपयोग करना है इसलिए यहां 3 शब्द हैं इनसिलिको वह शब्द है जो कि कंप्यूटेशनल टूल्स के बारे में बताता है इन विट्रो प्रयोगशाला अध्ययन है और फिर जानवरों के अध्ययन में हमेशा in vivo कहा जाता है तो वहां तीन प्रकार की शब्दावली है जो हम उपयोग करते हैं इनसिल्को में 2 से 3 साल लगते हैं इसकी लागत लगभग 10 मिलियन हो सकती है हम जानवरों पर परीक्षण करते हैं जो कि इन विवो है इन दोनों चरणों के बीच में आप इन विट्रो भी कर सकते हैं जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक लग सकता है इसकी कीमत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर होती है फिर हम विभिन्न मानव वॉलिंटियर्स परीक्षण आते हैं जैसे कि चरण 1 चरण 2 चरण 3 फिर से आप 1 वर्ष 1 वर्ष शायद 3 वर्क देख सकते हैं और यह लागत कारक है इसलिए अंत में यह जोड़कर लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकते हैं जो कि निर्माण की वर्तमान लागत है परी बाजार में एक नए मॉलिक्यूल को पेश करने की वर्तमान लागत है इसलिए यह एक बहुत महंगी प्रक्रिया है और इसे यहां इस विशेष संदर्भ से लिया गया है ताकि आप संश्लेषण निष्कर्षण देख सकते हैं यदि आप एक रसायन के हैं तो शायद एक नए मॉलिक्यूल का संश्लेषण कर रहे हैं अगर आप शायद प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं और फिर हम शायद कैंसर रोधी दवा या सूजन रोधी दवा या मधुमेह संबंधी दवा के लिए इसका परीक्षण कर रहे हैं फिर आप को विषाक्त अध्ययन करना होगा दवा की खुराक का नियमन करना होगा फिर क्लीनिकल परीक्षण क्लीनिकल मूल्यांकन आता है जो मानव पर है और फिर चरण 4 का परीक्षण आता है प्रक्रिया का विकास करना होगा क्योंकि आपको बड़ी मात्रा में निर्माण करने की आवश्यकता है हमें नियामक प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है वास्तव में बायोअवेलेबिलिटी देखने की आवश्यकता है तो फिर आप लागत के कारक को देखें तो क्लीनिकल परीक्षण 25 का योगदान रखते हैं और फिर नियामक अनुमोदन ओं में भी अधिक पैसे खर्च होते हैं जैविक स्क्रीनिंग 12 है इसलिए यह एक महंगी प्रक्रिया है यही कारण है कि जब एक दवा बाजार में भेजी जाती है यह बहुत नहीं होती है क्योंकि प्रयोगशाला से एक नई दवा शुरू करने की लागत बहुत महंगी प्रक्रिया है इसलिए यदि आप एक समय की अवधि में देखते हैं तो लागत लगातार बढ़ती जा रही है आरएंडी की लागत लगातार बढ़ रही है लेकिन मैं रसायनिक निकाय घट रहे हैं क्योंकि एफडीए के नियम अधिक कठोर हो रहे हैं अधिक जानकारी चाहते हैं वे जानना चाहते हैं कि दुष्प्रभाव क्या क्या है और वह उपापचय उत्पादों रसायन के दीर्घकालीन विषाक्त प्रभाव जानना चाहते हैं इसलिए लागत बढ़ती जा रही है और कई कंपाउंड सफल नहीं होते हैं पर एसडीए के नियमों को पार नहीं कर पाते हैं और आजकल ड्रग की खोज में एक बड़ी समस्या है जो एक बड़ी चुनौती है तो यह बहुत ही दिलचस्प स्लाइड है इसलिए बाजार में एक दवा के मॉलिक्यूल को लॉन्च करने के लिए इसकी लागत लगभग 1 बिलियन या 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वह एक नई दवा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं अगर यह पहले से ही पुराना है और आप उस विशेष दवा का उपयोग किसी अन्य बीमारी के लिए करना चाहते हैं जिसे कहा जाता है पुनः उद्देश्य उदाहरण के लिए एस्प्रिन एस्प्रिन को मूल रूप से बुखार के लिए पेश किया गया था फिर बाद में दर्द एस्प्रिन का प्रयोग एस्प्रिन का उपयोग रक्त के पतले होने के उद्देश के लिए काफी किया जा रहा है जिस पुनरावृति कहा जाता है जिससे आपको ज्यादा खर्च नहीं करना होगा लगभग 12 से 15 साल लगते हैं एक नई दवा के लिए इसलिए यह बहुत लंबी प्रक्रिया है जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहां कुछ कंप्यूटेशनल अध्ययनों से शुरू करते हैं यही कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान है बीमारी पर निर्णय ले लेते हैं आप किस प्रकार की बीमारी देख रहे हैं क्या आप सूजन को देख रहे हैं क्या आप कैंसर कुछ और कैंसर या स्तन कैंसर देख रहे हैं इसलिए मैं किस टारगेट को देखने जा रहा हूं इसके लिए मुझे टारगेट की पहचान करनी है क्योंकि कई हो सकते हैं शामिल होते हैं और आप की दवा शायद केवल एक विशेष टारगेट के लिए काम कर रही है इसलिए मैं उस टारगेट को पहचानने की कोशिश करता हूं एक बार आप टारगेट की पहचान कर लेते हैं तब आप मॉलिक्यूल की संरचना करना शुरू करते हैं और यही एक लीड कैंडिडेट आता है यदि आप किसी बीमारी की कार्यशैली को समझना चाहते हैं तो यहां पर बहुत सारी तकनीकी शामिल हैं कैसे कहते हैं कि सूजन की प्रगति होती है सूजन के स्थल से शुरू होती है विभिन्न ल्यूकोट्रींस या प्रोस्टाग्लैंडइस के लिए तू कौन से टेबल एंड्राइड क्या शामिल है कैसे उपाध्याय मार्ग है इसलिए मैं कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान के दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता हूं की फलक्स कैसे बहता है इसलिए इसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कहा जाता है अगर मैं प्रोटीन की पहचान करना चाहता हूं अगर मैं प्रोटीन की पहचान करना चाहता तो मैं प्रोटियोमिक्स उपकरण का उपयोग कर सकता हूं प्रोटियोमिक्स पर बहुत कम बात करेंगे लेकिन मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा प्रोटीन संरचना का पता लगाना संरचना का इसके कारण और इसके सक्रिय स्थल की पहचान करना ही प्रोटियोमिक्स कहा जाता है आपको कुछ जैन सूचना विज्ञान उपकरणों का उपयोग करना पड़ सकता है क्योंकि हमें प्रोटीन की तुलना करनी है जिसे आपने अपनी बीमारी से अलग किया है क्या डेटाबेस में उसके समान प्रोटींस उपलब्ध हैं प्रोटीन के गुण क्या है इसलिए मैंने अज्ञात प्रोटीन के साथ जुड़ सकता हूं सिर्फ सूचना विज्ञान कहा जाता है फिर लीड कंपाउंड की वास्तविक खोज जिसमें मौलिक मॉलिक्यूलर मॉडलिंग मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंधQSAR का अर्थ है मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध शामिल है इस विशेष भाग के बारे में बहुत कुछ बात करने जा रहे हैं और फिर हम प्रयोगशाला प्रयोगों को करने की आवश्यकता है जो आप की प्रयोगशाला में प्रयोग हो यह वह जगह है जहां आप अपने कंपाउंड की जैविक गतिविधि की जांच करते हैं अपने जैविक मूल्यांकन के अनुसार आप बैक्टीरिया का उपयोग कर सकते हैं आप वायरस का उपयोग कर सकते हैं पशु कोशिकाओं का उपयोग कर सकते हैं इसके साथ ही मुझे कंपाउंड औषधियों की समानता को समझने की आवश्यकता है क्या इसमें ड्रग समानता गुण हैं इसका मतलब है कि इसके बाद इसका सेवन मानव द्वारा किया जा सकता है इसलिए इसमें कुछ समस्याएं नहीं होनी चाहिए या इसमें कुछ गुण ऐसे की अच्छी घुलनशील था अच्छा अवशोषण होना चाहिए जिसे ड्रग समानता गुण कहा जाता है इसमें अल्पकालीन विषाक्तता दीर्घकालिक विषाक्तता है यह कैसे ADME है इस शब्द को शुरू करते हुए ADME यह एक बहुत बार आने वाला है क्या यह अच्छा ADME गुण है इसलिए एक साथ जब हम संभावित कैंडिडेट्स को देख रहे हैं और इसका परीक्षण प्रयोगशाला में कर रहे हैं मुझे इन चीजों को भी समझने की जरूरत है यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई दवाओं में अच्छी गतिविधि हो सकती है लेकिन मैं बहुत विश्वास हो सकती हैं बहुत अच्छी गतिविधि के हो सकते हैं लेकिन पेट में खराब हो जाता है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पेट का पीएच 2 का अत्यंत अम्लीय पीएच है इसमें ऐसी गतिविधि हो सकती है शायद यह विषाक्त है लेकिन हो सकता है कि अच्छी गतिविधि हो या हो सकता है कि यह यकृत और अन्य एंजाइमों द्वारा अंदर मेटाबोलाइज्ड हो जाए इसलिए सक्रिय दवा टारगेट स्थल पर बहुत कम हो सकती है तो ADME बहुत खराब हो सकता है अंकुश खराब हो सकता है अंदर बहुत खराब हो सकता है और यह मेटाबोलाइज्ड हो जाता है इसलिए सांद्रता बहुत खराब है शरीर से उत्सर्जित नहीं होता है इसलिए यह लंबे समय तक जमा होता रहता है सांद्रता शायद बहुत है जो बात हो सकती है उदाहरण के लिए धातु के नैनो पार्टिकल का उपयोग कर रहा हूं और वे शरीर के अंदर रह सकते हैं क्योंकि यह ऊतकों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं क्योंकि वह नैनो आकार के हैं इस विशेष समस्या के कारण शरीर में इन ननोपार्टिकल का उपयोग चिंता का विषय है क्योंकि यह धातु के नैनो पार्टिकल्स विषाक्त है इसलिए एक साथ जब हम एक एक्टिव लीड मॉलिक्यूल को देखते हैं तो हमें एक साथ इन सभी को देखना पड़ सकता है मुझे इन सभी मापदंडों को निर्धारित करने के लिए प्रयोग करने पड़ सकते हैं या मैं कुछ ड्रग समानता गुण जैसे विषाक्तता ADME इत्यादि को कंप्यूटेशनल टूल की मदद से पहचान सकते हैं पाठ्यक्रम मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर मॉडलिंग QSAR को कवर करने जा रहा है पाठ्यक्रम ADME और समानता को निर्धारित करने के लिए इनमें से कुछ कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण को प्रमुखता से अवर करने जा रहा है तो निश्चित रूप एक साथ देखना है कि बड़ी मात्रा में दवा जिसे प्रक्रिया विकास कहा जाता है कैसे निर्माण करता है और यह अच्छे निर्माण के तरीके एफडीए के द्वारा अनुमोदित होने चाहिए एक बार लीड कैंडिडेट की पहचान हो जाने के बाद यह पशु प्री क्लीनिकल ट्रायल के जरिए जाता है क्लीनिकल ट्रायल 1 2 3 और फिर एफडीए की मंजूरी और अंत में लॉन्च हो जाता है तो यह नई दवा की खोज के लिए पाइपलाइन है इसलिए यहां हम कंप्यूटेशनल दृष्टिकोण कंप्यूटेशनल के बारे में काफी बात कर रहे हैं जीव विज्ञान प्रोटिओमिक्स जैव सूचना विज्ञान यहां हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉडलिंग ड्रग समानता और ADME प्रिडिक्शन है तो कोर्स के दो प्रमुख पहलू हैं ऐसे कंप्यूटर को मापने के लिए मापने के लिए नहीं कुछ मुख्य गुणों की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है यह वह है जिसके बारे में हमें बात करनी है तो दवा की खोज विकास प्रक्रिया हम इसे खोज चरण विकास चरण पंजीकरण चरण कह सकते हैं डिस्कवरी जैसे मैंने कहा टारगेट की पहचान सत्यापन हमें पर को करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए अगर मैं अध्ययन करने जा रहा हूं कि मेरी दवा कैसी है एक प्रोटीन या इंसान से कैसे बनती है और अवरोध करने के लिए मुझे एक जैव रासायनिक परख ठीक होनी चाहिए शायद एक प्रतिदीप्ति पर या एक कैलोरीमेट्री या एक रेडियोधर्मी परख या मैं एक पशु कोशिका का उपयोग कर सकता हूं मैं कुछ ऐसे उपापचय को देख सकता हूं जो उत्पादित होते हैं परख विकास भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है एक बार जब मैं अपने लीड की पहचान कर लेता हूं तो मुझे लीड का अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है इसका मतलब यह है की गतिविधि के बीच संतुलन इसके गुणों का एक दृश्य है तो वह लिपटी मैजिशन कहलाता है विकास निश्चित रूप से विकास स्टेज में हमारे पास पशु अध्ययन और क्लीनिकल अध्ययन है और फिर जीवन चक्र को देखते हुए पंजीकरण विनियामक अनुमोदन कभी कभी बाजार में पेश किए जाने के बाद दबाव को वापस लिया जा सकता है क्योंकि कुछ चीजें जो नहीं सोची थी कि यह वास्तव में समस्या हो सकती है यही कारण है कि चरण 4 उन लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है जो विश्व स्तर पर या किसी विशेष महाद्वीप में दवा का उपयोग कर रहे हैं और फिर देखें कि क्या कोई समस्या है जिसके बारे में सोचा नहीं गया है उदाहरण के लिए कई दवाएं हैं हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी कलेक्टिव कॉक्स 2 गुरुदत्त है जिसे बाजार में पेश किया गया था और फिर से वापस ले लिया गया क्योंकि इसमें उन मरीजों में से कुछ पर हृदय संबंधी समस्याएं थी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एक अनुवर्ती की तरह है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारा ध्यान इसकी और अधिक है और उस तरफ कुछ नहीं करना है ठीक इसलिए लेकिन अभी भी हमें चरण 1 चरण 2 चरण 3 और चरण 4 पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है प्रणाली के चार अलग अलग चरण है चरण एक में मानव फार्मोकोलॉजी शामिल है चरणों में चिकित्सीय खोज शामिल है चरण 3 में चिकित्सीय पुष्टिकरण शामिल है चरण 4 जैसे मैंने कहा विपणन के बाद किया जाता है एक में हम किसी दुष्प्रभाव को देख रहे हैं जो स्वस्थ मानव वॉलिंटियर्स को दिए जाने पर दवा के कारण हो सकता है और 2 चरण में खुराक की प्रतिक्रिया क्या है देख सकते हैं अगर मैं 1 मिलीग्राम दबा देता हूं तो क्या प्रतिक्रिया है उदाहरण के लिए यदि एक बैक्टीरिया जैसा एंटीबायोटिक है अगर 1 मिलीग्राम देते हैं तो यह कितने बैक्टीरिया को मारता है अगर 2 मिलीग्राम देते हैं तो है कितने बैक्टीरिया को मारता है तो इसे थैरेपीयूटिक एक्सप्लोरेट्री कहा जाता है फिर चरण 3 में हम दीर्घकालीन दुष्प्रभावों को देखते हैं इसलिए वास्तविकता में यह 3 साल के लिए किया जाता है ठीक है इसलिए चरण एक मैं हम सहनशीलता देखते हैं हम फार्मा को काइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स देख रहे हैं यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है फॉर्मकोकाइनेटिक्स एक मरीज जब दवा दी जाती है या थोड़ा अवशोषित हो जाती है उत्सर्जित होती है और यह कितने घंटे में बाहर उत्सर्जित होती है शरीर में दबा के उपापचय और अवशोषण के कारण अधिकतम सांद्रता क्या है है फॉर्मकोकाइनेटिक्स में मापदंडों का एक प्रकार निर्धारण होता है इसलिए आप रक्त या टारगेट स्थल से एक नमूना ले सकते हैं और यह देखें कि दवा की सांद्रता क्या है फार्माकोडायनेमिक्स में दबा रोगी या टारगेट को क्या करती है यह जाना जाता है कहां है तो क्या प्रक्रिया 10 से नीचे चला जाता है 20 से नीचे चला जाता है यदि आप ट्यूमर देख रहे हैं तो क्या ट्यूमर का आकार दवा सांद्रता के प्रभाव के कारण नीचे चला जाता है फॉर्मकोकाइनेटिक्स शरीर दवा के लिए क्या करता है वरना को काइनेटिक्स शरीर दवा के लिए क्या करता है आप दवा के उपापचय और पर इस प्रक्रिया को भी देखते हैं और उसके काम का अनुमान भी लगाते हैं आप यह देखते हैं कि दवा कहां पर काम करते हैं इसलिए आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि क्या यह टारगेट का अपरेगुलेशन या डाउनरेगुलेशन करती है किसी विशेष बैक्टीरिया की मात्रा को मारने के लिए आवश्यक खुराक क्या है और उस प्रोटीन की गतिविधि को कम करते हैं खुराक की प्रतिक्रिया वक्र विकसित करते हैं यदि यह ड्रग की सांद्रता है तो ड्रग की प्रतिक्रिया क्या है इसलिए शुरू में सांद्रता के लिए दवा की अधिक प्रतिक्रिया नहीं हुई और 1 डिग्री फारेनहाइट से नीचे चला गया अगर मैं 2 मिलीग्राम दबा देता हूं तो बुखार 5 डिग्री फारेनहाइट नीचे चला जाता है इसलिए इसे एक खुराक प्रतिक्रिया वक्र कहा जाता है यही वह है जो आप चरण 2 में मापते हैं यह आपको अंतिम बिंदु पहुंचाने में भी मदद करता है दवा देना बंद कर देते हैं तो क्या मैं रुक जाता हूं और जब तापमान नीचे आता है उचित मूल्य के लिए क्या में संक्रमण की मात्रा के लिए रोक देता हूं जब संक्रमण की मात्रा या बैक्टीरिया 5000 से कम है जिसे समापन बिंदु कहा जाता है इन सभी को चरण 2 में मापा जाता है फिर चरण 3 में हम सुरक्षा प्रोफाइल देखते हैं यह चरण 3 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है सुरक्षा प्रोफाइल के लाभ बनाम जोखिम को देखने में क्योंकि यहां कैंसर और एंटीकैंसर ड्रग्स हैं दो स्वस्थ कोशिकाओं के लिए बहुत विषाक्त हो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ देख कैंसर कोशिकाओं को मार सकते हैं तो हम लाभ बनाम जोखिम ठीक से देखते हैं अगर वहां आम तौर पर मौत हो गई है और रोगी 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा तो दवा जो विषाक्त है देकर रोगी को 2 साल तक जीवित रखा जा सकता है इसलिए यह इसके लायक है ताकि इस प्रकार की अध्ययन हम वास्तव में करते हैं हम इन सभी चीजों को चरण 3 में देखते हैं फिर निश्चित रूप से चरण 4 के बाद इसे विपणन किया जा रहा है या कोई अन्य प्रतिकूल प्रतिक्रिया हैं क्या मुझे फिर से उन लोगों को कुछ चेतावनी देनी होंगी जो चरण 1 चरण 2 चरण 3 परीक्षणों में दवा ले रहे थे दवा का परीक्षण केवल हजार वॉलिंटियर्स के लिए किया जाता है लेकिन जब यह बड़े पैमाने पर जनता को दी गई होती है तब कुछ नहीं प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जिनके बारे में सोचा नहीं गया है ठीक है इसलिए यह चरणों में पूरा किया जाता है इसलिए ड्रग्स विफल हो जाती है बहुत सारी ड्रग्स विफल हो जाती हैं बहुत कम लीड कंपाउंड एक नई दवा के रूप में बाजार में प्रवेश करते हैं और विफल हो जाते हैं असफल क्यों होते हैं जैसा कि आप हर 10 में से 9 नई दवाओं को क्लीनिकल परीक्षण में विफल देख सकते हैं 10 में से 9 का मतलब से सफलता 10 या उससे भी कम है चरण 3 परीक्षणों में दवा की विफलता 32 तक है इसका मतलब यह है कि चरण 1 को और कर लिया है परंतु को पार कर लिया है लेकिन फिर भी यह विफल हो सकता है क्योंकि यह चरण और चरण दो हार हो चुका है घर की तुलना में सफलता दर बहुत कम है यहां सफलता केवल 10 या 90 विफलता है एक बार जब यह चरण 3 की सफलता को पार कर जाता है तो विफलता का प्रतिशत केवल 30 ही रह जाता है क्योंकि प्रत्येक चरण में फार्मा कंपनियां लाखों डॉलर खर्च करती हैं इसलिए अगर दवा फेल हो जाए और उसे वापस ले लेना पड़े तो वह बहुत पैसा बरबाद कर देती है प्रथम चरण में प्रवेश करने वाली केबल 20 प्रतिशत दवाएं बाजार में पहुंच पाती हैं का मतलब है कि शेष 80 सफल रहती हैं इसलिए उन्होंने जो भी पैसा खर्च किया है वह बर्बाद चला जाता है इसलिए कंप्यूटेशनल टूल्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है ताकि हम विफलता और विफल होने वाले कंपाउंड को आगे ना ले जाए प्रथम चरण 50 विफल चरण 2 30 और चरण 3 25 से 50 विफल रहता है इसलिए समग्र सफलता दर 300 से 8 है ऐसा मैंने यहां 10 कहा है न्यूरोलॉजिकल बीमारी के लिए विफल दवाओं का प्रतिशत अधिक है तंत्रिका संबंधी रोग बहुत जटिल है दवा को मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है और फिर अपना काम करना पड़ता है जबकि शेष दवाई जैसे सूजन कैंसर पेट दर्द या बुखार की दवाई मस्तिष्क के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करती हैं इसलिए न्यूरोलॉजिकल बीमारी के लिए आवश्यकताएं बहुत अलग है इसलिए न्यूरोलॉजी के लिए दबाव का प्रतिशत अधिक है अल्जाइमर रूप के क्लीनिकल परीक्षण में 200 कैंडिडेट असफल रहे अल्जाइमर रोग विशेष दया स्मृति को नुकसान पहुंचाता है लेकिन उनका चूहों मैं परीक्षण किया जा रहा है जिसका अर्थ है कि बे प्रीक्लिनिकल परीक्षण करते हैं लेकिन जब यह मानव वॉलिंटियर्स पर परीक्षण के लिए आता है तो यह विफल रहता है बेशक वहां की प्रणाली के बीच एक अंतर है चूहा बनाम मानव लेकिन अभी भी चूहों और चूहों का व्यापक रूप में क्लीनिकल परीक्षण में उपयोग किया जाता है क्योंकि वे मानव के सबसे करीब है और वे बहुत सस्ते हैं बहुत सारी दबाव ने लोगों में काम करना और परीक्षण करना बंद कर दिया है ऐसा क्यों है शायद विषाक्तता शायद जब यह कुछ यकृत एंजाइम की मामूली ऊंचाई पर पशु में परीक्षण किया गया था जो बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लिया गया था लेकिन जब यह मानव को दिया गया था एंजाइम स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है यहां तक कि अगर परीक्षण के 100 कैंडिडेट में मामूली सा उतार चढ़ाव है तो वे तय करते हैं दवा बहुत सुरक्षित नहीं है और इसे वापस लेना है 100 मे से एक ही है यह बहुत बहुत कठिन व्यवसाय है खराब बायोफार्मास्यूटिकल गुण जैसे मैंने उल्लेख किया की घुलनशीलता बहुत खराब है शायद अवशोषण खराब है बात से या तो पेट में या यकृत क्षेत्र में हो रहा है क्योंकि वहां विभिन्न एंजाइम मौजूद है यह ठीक से उत्सर्जित नहीं हो रहा है या यह बहुत तेजी से उत्सर्जित हो रहा है यह बहुत अधिक वितरित नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि रक्त में दवा की सांद्रता इतनी कम है जैसे 39 प्रभाविता का अभाव इसका मतलब है कि लक्ष्य स्थल पर एकाग्रता पर्याप्त नहीं है कल्पना करो कि मेरी उंगली में दर्द है और मैं ibuprofen नामक एक दवा लेता हूं मुझे यकीन है कि हम सभी ने ibuprofen का प्रयोग किया होगा यह दवा मौखिक रूप से ली जाती है हमारे पास GI TRACT है जोकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है रक्त में अवशोषित हो जाता है आपके पास लीवर एंजाइम भी होते हैं जो इसे विघटित करते हैं और खराब जाता है हो जाता है और अंत में टारगेट तक पहुंच जाता है यदि जी आई में ठीक से अवशोषित नहीं होता है हुई है उन के माध्यम से बाहर निकल जाता है अगर लीवर यह शरण करता है यह मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है खराब होता है इसलिए अंत में यह टारगेट पर पहुंचता है लक्ष्मी दवा की एकाग्रता बहुत कम है मौखिक रूप से हमारे लिए यह पर्याप्त नहीं हो सकता उदाहरण के लिए यदि मैं एक जीवाणुरोधी दवा देख रहा हूं उधवा की एकाग्रता बैक्टीरिया की न्यूनतम निरोधात्मक एकाग्रता की तुलना में पर्याप्त रूप से बड़ी होनी चाहिए जिसे MIC कहा जाता है तो टारगेट साइड पे दवा की सांद्रता बहुत कम है यह दवा किसी काम की नहीं है इसे प्रभावकारिता की कमी कहा जाता है फिर विषाक्तता दवा में विषाक्तता या उपापचय है दवा लीवर में ब्रिटिश हो जाती है शायद वह उपापचय पदार्थ विषाक्त है अल्प अवधि विषाक्तता दीर्घकालिक विशेषता इसलिए 21 है इसलिए आप देखेंगे कि क्या आप इन सभी को जोड़ते हैं 39 29 21 यह बहुत बड़ी संख्या है और इसलिए दवा के गुण बहुत महत्वपूर्ण है बहुत महत्वपूर्ण है ADME गुण प्रभावकारिता जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने बताया प्रीक्लिनिकल या क्लीनिकल परीक्षण के दौरान या विकास प्रक्रिया के दौरान कई दवाएं विफल हो जाती हैं जिसका प्रमुख कारण प्रभावकारिता की कमी है यह निश्चित रूप से विषाक्तता है इतना ही नहीं इस क्षेत्र में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है सिर्फ गतिविधि देखने की मेरी प्रयोगशाला में सेल लाइन के विरुद्ध देखने को मिली है लेकिन मुझे मॉलिक्यूल के भौतिक गुणों को समझने की जरूरत है और इसलिए भी कि मैं एक मॉलिक्यूल को डिजाइन कर सकता हूं जो कि इसके अलावा इन सभी अतिथियों को संतुष्ट करता है की गतिविधि है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए एक दवा ना केवल प्रयोगशाला में बहुत अच्छा कार्य कर रही है क्योंकि यह एक बहुत अच्छी गतिविधि दिखा रही है लेकिन इसमें सभी गुण ठीक होने चाहिए बायोफार्मास्यूटिकल गुण और यह भी अच्छी प्रभावकारिता हाथों से गुजरता है और यह स्वीकृत हो जाता है यही कारण है कि हम इन पहलुओं पर बहुत समय बिताने जा रहे हैं और ना केवल एक कैंडिडेट को देखेंगे जो बहुत अच्छी गतिविधि दिखाता है जिसमें एक प्रोटीन या एंजाइम के खिलाफ अवरोधक शक्ति बहुत अच्छी है और निश्चित रूप से विषाक्तता एक बड़ा मुद्दा है मछली पर जानवरों पर और विषाक्तता की पहचान करने के लिए बहुत से प्रायोगिक अध्ययन करने की आवश्यकता है और अलग अलग कंप्यूटेशनल उपकरण भी हैं जो आपको मॉलिक्यूल उपापचय पदार्थों इत्यादि की विषाक्तता जानकारी देने में मदद करते हैं इसलिए अगले कुछ हफ्तों में हम इस बारे में और बात करने जा रहे हैं कि हम वास्तव में लीड मॉलिक्यूल गतिविधि की जानकारी करने के लिए उत्सुक हूं अगली कक्षा में और बात करेंगे आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद